वह नाम ही बताता है कि यह दो मैं में विभाजित है साल्वेंट और एक्सेसिबिलिटी एक्सेसिबल क्या है स्टूडेंट रीयाचेबल रीयाचेबल जैसे कि हम कितनी दूर तक पहुँच सकते हैं यदि वह बहुत पास है इसलिए आप संपर्क में अधिक या कितनी दूर तक पहुँच सकते हैं तो साल्वेंट क्या है एक साल्वेंट के संबंध में हमारे पास एक प्रोटीन संरचना है अगर एक साल्वेंट है तो यह साल्वेंट प्रत्येक परमाणुओं तक कितनी दूर तक पहुंच सकता हैप्रत्येक अवशेष हैं प्रत्येक प्रोटीन में तो इसके आधार पर आप साल्वेंट एक्सेसिबल सतह क्षेत्र को परिभाषित कर सकते हैं क्योंकि हम जिस क्षेत्र को बताते हैं क्योंकि वे कितने क्षेत्र में ओवरलैप कर सकते हैं इसे हम एक्सेसिबल सतह क्षेत्र कहते हैं तो आप इसे साल्वेंट अणु के केंद्र के स्थान के रूप में परिभाषित कर सकते हैं क्योंकि यह प्रोटीन के वैन डेर वाल्स सतह पर लुढ़कता है इसलिए हमारे पास प्रोटीन के अलग अलग अवशेष हैं और वे अलग अलग परमाणु लेते हैं हम इन परमाणुओं को ओवर लैपिंग क्षेत्रों में दर्शा सकते हैं और यदि आपके पास एक गोला है तो हम एक साल्वेंट का अणु लेते हैं और आप इस प्रोटीन पर साल्वेंट के अणु को रोल कर सकते हैं और देख सकते हैं वे कितनी दूर संपर्क में हैं वहाँ संपर्क को संपर्क क्षेत्र कहा जाता है और वान डेर वाल्स सतह पर साल्वेंट अणु रोल का केंद्र तब तक पहुंच योग्य सतह क्षेत्र कहलाता है आमतौर पर हम एक साल्वेंट लेते हैं पानी किस वातावरण में है छात्र पानी जल पर्यावरण प्रोटीन ने जल पर्यावरण का उपयोग किया तो अगर यह आपको प्रोटीन के वातावरण पर विचार करता है तो हम पानी के रूप में एक साल्वेंट लेते हैं तो आप पानी ले सकते हैं और किसी भी प्रोटीन के वातावरण के कारण 14 Å की त्रिज्या देख सकते हैं तो फिर क्या किया जाए तो आप सोलीयूट अणु देख सकते हैं सोलीयूट अणु यहाँ सोलीयूट अणु क्या है एक प्रोटीन है सही तो आप एक प्रोटीन देख सकते हैं यह एक सोलीयूट अणु है आप इंटरलॉकिंग गोले देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह इंटरलॉकिंग क्षेत्र है और हम विभिन्न वैन डेर वाल्स रेडी के साथ असाइन कर सकते हैं प्रोटीन में पानी में मौजूद परमाणु क्या हैं कार्बन छात्र ऑक्सीजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन छात्र ऑक्सीजन सल्फर ऑक्सीजन सल्फर सही छात्र सल्फर तो परमाणुओं के आधार पर हमारे पास वैन डेर वाल्स रेडी है तो प्रत्येक आइटम आपके पास अलग वैन डेर वाल्स त्रिज्या हो सकता है तो वे अब इंटरलॉकिंग गोले हैं क्या करें आप अब साल्वेंट अणु को रोल कर सकते हैं इस वैन डेर वाल्स सतह से ढकने के साथ आप यहां वैन डर वाल्स की सतह को देख सकते हैं तो यह पानी का अणु है यह पानी है 14 Å का तो आप वैन डेर वाल्स सतह पर पानी के अणु को रोल करते हैं अब से आप देख सकते हैं कि सतह की त्रिज्या R प्लस r साल्वेंट अणु के बराबर है और आप त्रिज्या R के परमाणु के एक्सेसिबल सतह क्षेत्र की गणना कर सकते हैं आप इन r को देख सकते हैं या यह एक गोले की सतह का क्षेत्र है त्रिज्या r r जो बराबर है r प्लस r साल्वेंट अणु के अणु के केंद्र के साथ प्रत्येक बिंदु पर इन सोलीयूट अणु के संपर्क में होते हैं अन्य अणुओं को भेदे बिना सोलीयूट अणु होते हैं सही इसलिए अगर हमारे पास यह पानी का अणु है जो चारों ओर घूम रहा है तो वे प्रत्येक परमाणु में कितनी दूर तक प्रवेश कर सकते हैं यह एक प्रोटीन में प्रत्येक परमाणु के वैन डेर वाल्स त्रिज्या पर आधारित है तो उस क्षेत्र को हम साल्वेंट एक्सेसिबल सतह क्षेत्र के रूप में कहते हैं तो हमारे पास पानी का अणु है अब आप इस अणु पर रोल करते हैं तो यह संपर्क है आप कितना संपर्क कर सकते हैं यह संपर्क क्षेत्र है और आप वैन डेर वाल्स सतह में कितना प्रवेश कर सकते हैं कि आप एक्सेसिबल सतह क्षेत्र प्राप्त कर सकते हैं यह हो सकता है कि कुछ एक्सेसिबल सतह क्षेत्र आपके द्वारा एक्सेसिबल हो सकता है परमाणुओं के साथ साल्वेंट तो कई विधियाँ हैं यह वह सिद्धांत है कि कैसे वे साल्वेंट पहुंच का अनुमान लगाते हैं विभिन्न एल्गोरिदम के आधार पर प्रत्येक परमाणुओं के साल्वेंट एक्सेसिबल सतह क्षेत्र की गणना करने के लिए विभिन्न तरीके हैं इसलिए मैं कुछ एल्गोरिदम दिखाता हूं कि यह एक है ACCESS जो 1978 में पहली बार साहित्य मैं पेश किया गया था वास्तव में 1971 ली और रिचर्ड्स ने शुरू किया था उन्होंने सॉल्वेंट एक्सेसिबिलिटी की अवधारणा का प्रस्ताव रखा था और वह कार्यक्रम जो उन्होंने 1978 में विकसित किया था तो वे इस जानकारी का उपयोग करते हैं कि प्रोटीन एक साल्वेंट अणु द्वारा कैसे एक्सेसिबल हो सकता है बाद में वे 1993 में परिष्कृत हुए और उन्होंने सभी परमाणुओं के एक्सेसिबल सतह क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए NACCESS का विकास किया इसी तरह कई अन्य विधियाँ हैं जैसे कि ASC या DSSP या GETAREA पहले हमने DSSP पर चर्चा की दूसरी संरचनात्मक प्रोटीन के लिए वे दूसरी संरचना के साथ साथ साल्वेंट अक्सेसिब्लिटी को संयोजित करते हैं एक फ़ाइल पर आप सभी डेटा प्राप्त कर सकते हैं तो ये विभिन्न तरीकों के कुछ पहलू हैं हमें अलग अलग तरीकों की आवश्यकता क्यों है इसके विभिन्न पहलू हैं तो एक प्रोटीन में सभी परमाणुओं और अवशेषों के एक्सेसिबल सतह क्षेत्र की गणना करने के लिए कई एल्गोरिदम उपलब्ध हैं इसलिए प्रमुख कार्यक्रम जहां ACCESS उन मैं से हैं जो साहित्य में 1970 के दशक मै विकसित हुए और इसके बाद DSSP NACCESS ASC GETAREA और इतियादी वर्तमान में हमारे पास कई अन्य एल्गोरिदम भी साहित्य में उपलब्ध हैं इसलिए अगर आप इन अलग अलग एल्गोरिदम पर गौर करें तो कुछ फायदे और कुछ नुकसान हैं उदाहरण के लिए यदि आप DSSP में देखें इसलिए आप आसानी से उपलब्ध स्टैंडअलोन प्रोग्राम का उपयोग कर सकते हैं लेकिन यह आपको केवल अवशेषों के लिए एक्सेसिबल सतह क्षेत्र दे सकता है तो हम परमाणुओं के लिए डेटा नहीं मिल सकता हैं यदि आप परमाणु को लेते हैं तो यह नहीं है लेकिन यदि आप इस NACCESS को देखते हैं तो आप परमाणु की तरह प्राप्त कर सकते हैं सही लेकिन यहां कोई ऑनलाइन गणना या डेटाबेस नहीं है लेकिन एनएसीसीईएस आपको उस लाइसेंस को प्राप्त करने की आवश्यकता है जिसे आपको कॉपीराइट समझौता लिखना है और फिर आप को भेजना होगा और लाइसेंस प्राप्त करना होगा और फिर आप इसका उपयोग कर सकते हैं और यहां यह आपको केवल माध्यमिक संरचना देगा हालांकि जानकारी केवल अक्सेसिबिल्टी के संबंध में है लेकिन कोई माध्यमिक संरचना नहीं है डीएसएसपी को देखें यह आपको एएसए प्लस माध्यमिक संरचना देगा इसलिए DSSP का उपयोग करने का लाभ है जब आप प्रोग्राम चलाते हैं तो आप द्वितीयक संरचना और साल्वेंट एक्सेसिबिलिटी प्राप्त कर सकते हैं तो ASC मानक कार्यक्रम इस मामले में आपको अपनी इनपुट फ़ाइलों के आधार पर इस फ़ाइलों को संपादित करने या हेरफेर करने की आवश्यकता है तो आप संपादित कर सकते हैं यहां आप देख सकते हैं कि आप जांच त्रिज्या को बदल सकते हैं आप वैन डेर वाल्स त्रिज्या को बदल सकते हैं और स्रोत कोड भी उपलब्ध है तो यह मुफ्त में वे आपको स्रोत कोड देंगे तो GETAREA में इसलिए स्टैंडअलोन उपलब्ध नहीं है लेकिन हम ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं इसलिए यदि आप पीडीबी देते हैं तो आप सभी डेटा प्राप्त कर सकते हैं यह ध्रुवीय नॉनपोलर क्षेत्र देता है मैं परमाणु सतह क्षेत्र को दे सकता हूं सही लेकिन आप मैन्युअल संपादन द्वारा भी उपयोग कर सकते हैं आप वैन डेर वाल्स त्रिज्या और अन्य मापदंडों को बदल सकते हैं इसलिए कुछ प्रोग्राम जो आप कुछ भी नहीं बदल सकते हैं केवल आप इस स्टैंडअलोन को प्राप्त कर सकते हैं कुछ मामले केवल आप ऑनलाइन कर सकते हैं कुछ मामले आप अपने डिफ़ॉल्ट मापदंडों को बदल सकते हैं और DSSP दोनों माध्यमिक संरचना और साथ ही साल्वेंट एक्सेसिबिलिटी पहुंच प्रदान करता है यह संदर्भ है यह ली और रिचर्ड्स हैं सही तो यह DSSP से प्राप्त आउटपुट है उदाहरण मैं DSSP से आउटपुट दिखाता हूं DSSP काबस और सैंडर द्वारा विकसित किया गया है जो उन्होंने 1983 में प्रकाशित किया था बायोपॉलिमर्स सही इसलिए यदि आप यहां डेटा देखते हैं तो डेटा यहां से शुरू होता है यह अवशेष संख्या है तो आपके पास दो नंबर है एक पीडीबी फ़ाइल पर आधारित है जो कि यूनीप्रोट से वास्तविक अवशेष संख्या है तो आपके पास दो नंबर हैं तो यहां आपको अमीनो एसिड अनुक्रम KVFE और मिलता है इतियादी और यहां यह द्वितीयक संरचना का कार्य है और इस मामले में यह एक्सेसिबल सतह क्षेत्र है जब आप सुगम सतह क्षेत्र को देखते हैं तो क्या आप इन नंबरों को देख सकते हैं और सुगम सतह क्षेत्र से कुछ बता सकते हैं कि कौन से अवशेष दफन किए गए हैं कौन से अवशेष सामने आए हैं छात्र एलनिन यदि आप देखते हैं कि उनमें से कुछ संख्या उदाहरण के लिए बहुत अधिक है तो यह 146 है और इसलिए 114 इन अवशेषों को उजागर किया गया है जो सतह पर हैं इसलिए उदाहरण के लिए आप इन अवशेषों को इस आर्गिनिन को देखते हैं और आप देख सकते हैं कि ग्लूटामाइन एसिड इन अवशेषों के संपर्क में हैं तो उदाहरण के लिए कुछ अवशेष वे 0 और 1 हैं 0 और 1 का अर्थ क्या है छात्र उन्हें बरीद किया गया है उन्हें बरीद कर दिया जाता है तो इस मामले में यह ल्यूसीन एलानिन है तो इन अवशेषों को आंतरिक में बरीद किया गया है ठीक है इसलिए यदि आपके पास कोई पीडीबी कोड है तो आप डीएसएसपी डाउनलोड कर सकते हैं आप स्टैंडअलोन प्रोग्राम उपलब्ध हैं आप डीएसएसपी देने पर आसानी से सिर्फ एक लाइन कमांड निष्पादित कर सकते हैं और आप अपना पीडीबी आईडी देते हैं और यदि आप आपको आउटपुट फाइल नाम देते हैं तुम्हें वह मिल जाएगा यह सिर्फ एक ऑनलाइन आदेश है जिससे आप डीएसएसपी के अधिकार के लिए डेटा प्राप्त कर सकते हैं लेकिन इसका नुकसान केवल यह है कि यह केवल अवशेष की तरह एक्सेसिबल सतह क्षेत्र देगा अन्यथा यह बहुत तेज है यह एक अन्य प्रोग्राम है जिसे GETAREA कहा जाता है यहां आप ऑनलाइन संस्करण का उपयोग कर सकते हैं जहां स्टैंडअलोन उपलब्ध नहीं है लेकिन आप जांच त्रिज्या और अन्य मापदंडों में हेरफेर कर सकते हैं और आप सभी परमाणुओं के लिए डेटा प्राप्त कर सकते हैं उदाहरण के लिए यदि आप पीडीबी फाइल का उपयोग करना चाहते हैं तो आप पीडीबी दे सकते हैं तो पानी का अणु 14 है यहां यदि आप ईमेल पता देते हैं और यदि आउटपुट मिलता है और विश्लेषण के लिए सबमिट करें तो आपको डेटा मिलेगा तो अगर हम इस डेटा को देखें तो प्रत्येक अवशेष यह कुल सतह क्षेत्र है और वे एपोलर और ध्रुवीय के आधार पर अलग अलग परमाणुओं में समूह बनाते हैं तो कुल 1 2 एक्सेसिबल सतह क्षेत्र Å2 एपोलर लगभग 98 है फिर वे भी बैकबोन और साइड चेन में वर्गीकृत करते हैं यह बैकबोन है और यह एक साइड चेन के साथ साथ यह अनुपात भी है फिर इस क्षेत्र के आधार पर यह वर्गीकृत है या बाहर इसका क्या अर्थ है छात्र एक्सपोज्ड यह एक एक्सपोज्ड है इसलिए मूल्य बहुत अधिक हैं इसलिए वे बाहर हैं तो यहाँ यह यहाँ कम है यह कम है और वे प्रोटीन के आंतरिक हैं वे वर्गीकृत कर सकते हैं या तो आंतरिक प्रोटीन में या सतह पे ठीक है तो अब हम प्रत्येक परमाणु के लिए भी इस क्षेत्र को प्राप्त कर सकते हैं यहाँ यह प्रत्येक अवशेष के लिए है अब यहाँ आप इन ग्लूटामिक एसिड के लिए भी देख सकते हैं तो उनके पास प्रत्येक परमाणु के लिए है आप प्रत्येक परमाणु के लिए क्षेत्र को अवशेषों में देख सकते हैं तो यह प्रत्येक परमाणु प्रकार जहां यह सीएबी या सीबीबी है यह रीढ़ है और आप विभिन्न परमाणु प्रकार देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि क्या यह सल्फर और एरोमेटिक ऐलिफैटिक है तो आप विभिन्न परमाणु प्रकारों के आधार पर क्षेत्र देख सकते हैं ये कुल मिलाकर आप समग्र ध्रुवीय क्षेत्र और एपोलर क्षेत्र कह सकते हैं और यह कुल क्षेत्र भी परमाणुओं की संख्या है जो सतह हैं जो बरीद हैं इसलिए आपको सभी जानकारी मिलती है क्योंकि आपको प्रत्येक परमाणु के लिए डेटा का उपयोग करना आसान होगा लेकिन अब वे जारी करते हैं कि अधिकांश जीवविज्ञानी हैं उन्हें डेटा की व्याख्या करना मुश्किल लगता है इसलिए इस मामले में नंबर देने के बजाय यदि आप एक प्रकार के आंकड़े प्रदान करते हैं ताकि वे समझ सकें कि कौन से अवशेष सतह पर हैं और कौन से अवशेष बरीद हैं तो परिणामों की व्याख्या करने के लिए बहुत मददगार होगा इसलिए हम डेटा का विकास ASAView नामक डेटाबेस से करते हैं हमने डेटाबेस का विकास किया और साथ ही साथ सॉल्वेंट एक्सेसिबल सरफेस एरिया का प्रतिनिधित्व किया यह एक विशेषता दो आयामी सर्पिल प्लॉट प्लॉट है जो आपको कुछ जानकारी देगा ताकि आप आंकड़े देख सकें और फिर जानकारी को पा सकें सही तो कैसे करना है यहाँ विभिन्न पहलू एक है विभिन्न प्रकार के परमाणु विभिन्न प्रकार के अवशेष इसलिए यहां हमने केवल अवशेषों को माना अलग अलग परमाणुओं को नहीं माना सही तो एक प्रोटीन में विभिन्न प्रकार के अवशेष क्या हैं छात्र ध्रुवीय ध्रुवीय अवशेष गैर ध्रुवीय अवशेष चारजेड अवशेष सही तो हम विशेष रूप से दिखा सकते हैं कि ये चार्ज अवशेष या हाइड्रोफोबिक अवशेष ध्रुवीय अवशेष और इतने पर हैं फिर वे इन अवशेषों के पास अलग अलग सतह क्षेत्र हैं उनमें से कुछ कम हैं उनमें से कुछ अधिक हैं आप इस सर्कल को सतह क्षेत्र के आधार पर विभिन्न आकारों के साथ दे सकते हैं इसलिए हम प्लाट के रूप में सर्पिल के साथ साथ बार चार्ट भी देना चाहते हैं बस आपको एक विशेष प्रोटीन में प्रत्येक अवशेषों के लिए वास्तविक मान देते हैं आप इस ऑनलाइन प्लॉट का उपयोग किसी भी पीडीबी आईडी के लिए कर सकते हैं या आप अपने पीडीबी को अपलोड कर सकते हैं अब मैं आपको प्लाट दिखाऊंगा तो यहाँ यह एक विशेष प्रोटीन के लिए एक प्लाट है हमें अलग अलग रंग मिले और अलग अलग रंग विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड के लिए प्रतिनिधित्व करते हैं इसी तरह यहाँ नीला है सही तो आप देख सकते हैं नीला यह K 32 है ये पॉजिटिव चारजेड अवशेष और हरे हैं तो यहाँ आप हरे रंग को देख सकते हैं यह मुख्य रूप से ध्रुवीय अवशेषों पर आधारित है और आप ग्रे देख सकते हैं ग्रे मुख्य रूप से हाइड्रोफोबिक अवशेष वालीन ऐलेनिन के लिए है और पीला मुख्य रूप से इन सिस्टीन अवशेषों के लिए है मुझे कोई सिस्टीन यहाँ नहीं मिलता है यहाँ सिस्टीन और आप आकार देख सकते हैं उनमें से कुछ बहुत छोटे हैं और उनमें से कुछ बहुत बड़े हैं वे प्रत्येक अवशेषों के सापेक्ष एक्सेसिबल सतह क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि कौन से अवशेष आंतरिक होना पसंद करते हैं कौन से अवशेष सतह में हैं छात्र गैर ध्रुवीय मुख्य रूप से हम देखते हैं कि गैर ध्रुवीय अवशेष कोर के अंदर इन ग्रे रंगों के खिंचाव को देखते हैं तो अधिकांश हाइड्रोफोबिक अवशेष यह हाइड्रोफोबिक अवशेष हैं जो मुख्य रूप से सतह के आंतरिक भाग में होते हैं यदि आप मुख्य रूप से ध्रुवीय अवशेष देखते हैं और आप चार्ज किए गए अवशेषों को सकारात्मक चार्ज और नकारात्मक चार्ज किए गए अवशेष देख सकते हैं आप इस अवशेषों का वितरण प्रोटीन के आंतरिक भाग या सतह पर देख सकते हैं यह एक और प्लॉट यह एक बार प्लॉट है जो आपको प्रत्येक अवशेष के लिए मूल्य देता है उदाहरण के लिए यहां 1 से n एन टर्मिनल से लेकर सी टर्मिनल तक के आंकड़े आपको दिए जाएंगे अगर हम इन प्लॉट को यहाँ देखें तो आप उच्च एएसए या निम्न एएसए के साथ लगातार नहीं देख सकते हैं उदाहरण के लिए यदि आप इन अवशेषों को देखते हैं और यहां आप देख सकते हैं कि वे इन अवशेषों के क्रम में अलग अलग वितरित किए गए हैं लेकिन जब आप इस संख्या को देखते हैं तो वे अंदर की तरफ बरीद हो जाते हैं तो इस प्लाट और इस और इस प्लाट की तुलना करते हुए कुछ अवशेष जो इस क्रम में बहुत दूर हैं वे एक दूसरे के करीब आते हैं और वहां उन्हें प्रोटीन के आंतरिक भाग में रखा जाता है यह इस हाइड्रोफोबिक मॉडल का भी समर्थन करता है तो कि वे ढह जाते हैं और फिर वे हाइड्रोफोबिक अवशेषों की तरह कोर बनाते हैं और अन्य ध्रुवीय अवशेष जो इन हाइड्रोफोबिक अवशेषों से घिरे होते हैं पानी के साथ साथ अन्य अवशेषों के साथ इंटरेक्शन करने के लिए तो यहाँ वहाँ अगर आप इस हाइड्रोफोबिक अवशेषों को देखते हैं लेकिन उनके पास मुख्य रूप से प्रोटीन के इंटीरियर में बहुत कम एएसए है इसलिए हमारे पास वे मूल्य हैं जो आप प्लॉट कर सकते हैं या तो आप समानांतर प्लॉट बना सकते हैं या आप यह देखने के लिए बार चार्ट बना सकते हैं कि ये अवशेष एक्सेसिबल सतह क्षेत्र के आधार पर कैसे वितरित किए जाते हैं तो अब हमारे पास वेब सर्वर है हम इसे कोई भी पीडीबी आईडी ले सकते हैं यह आप पीडीबी आईडी प्राप्त कर सकते हैं इसलिए प्लॉट करें सही फिर आप देख सकते हैं कि आपको किस प्रकार के प्लॉट्स की आवश्यकता है तो इस पर निर्भर करता है कि आपको पीडीएफ संस्करण या किसी भी सापेक्ष के मूल्यों की आवश्यकता है जो भी आपको चाहिए तो आप ग्राफ को इस समानांतर प्लाट में देख सकते हैं और बार चार्ट को देख सकते हैं इसके अलावा हम वास्तविक मूल्यों का उपयोग करते हैं यदि आप इसे देखते हैं तो आपको यह वास्तविक सतह क्षेत्र मिलता है यह डीएसएसपी से आउटपुट है जो हम लिंक देते हैं इसलिए कि वे उपयोगकर्ताओं उपयोग कर सकते हैं और वे अपने हित के विशेष प्रोटीन में प्रत्येक अवशेषों के लिए सटीक मान नहीं देख सकते हैं यहाँ यह प्रत्येक अवशेषों के लिए मान है यह केवल ASA मान है तो अब यदि आप उदाहरण के लिए इस अलग अलग अवशेषों को देखते हैं यदि आप ग्लाइसिन और लाइसिन की तुलना करते हैं तो ग्लाइसिन में कितने परमाणु हैं छात्र 4 चार वहाँ है केवल अगर हमारे पास भारी परमाणु हैं केवल 4 केवल मुख्य अणु परमाणु हैं यदि आप एलानिन लेते हैं तो यह 5 है छात्र 5 यदि हम arginine या tryptophan लेते हैं तो अधिक संख्या में परमाणुओं की कोशिश करते हैं इसलिए जब आप करते है अवशेष की तरह योग्य सतह क्षेत्र को जोड़ते हैं तो वे इसे सभी परमाणुओं के लिए करते हैं और अंत में जोड़ते हैं तब आप अवशेषों के लिए देते हैं इस मामले में इस अवशेषों का एक पूर्वाग्रह है उनमें से कुछ छोटे हैं उनमें से कुछ बड़े हैं इस मामले में हमें सामान्य करने की आवश्यकता है आपका अवशेष कितना दूर तक है सही इस स्थिति में आप प्रतिशत की पहुंच क्षमता की गणना कर सकते हैं जो कि एक्सेसिबल सतह क्षेत्र के बीच का अनुपात है जो कि गणना की गई 3 डी संरचनाओं के साथ साथ विस्तारित स्थिति के रूप में है और वे विस्तारित स्थिति का अर्थ क्या है छात्र पूरी तरह से एक्सेसिबल अधिकतम यह एक्सेसिबल हो सकता है इस मामले में वे दो अलग अलग तरीके हैं एक यह है कि आप इस ट्रिपेप्टाइड ले सकते हैं और आप इस अवधारणा का उपयोग एक्सेसिबल सतह क्षेत्र प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं और सबसे आसान यह है कि वे कन्फोर्मशन ग्लाइसिन एक्स ग्लाइसिन या अलैनिन एक्स ऐलेनिन लेते हैं वे ग्लाइसिन एक्स ग्लाइसिन का उपयोग क्यों करते हैं छात्र ग्लाइसिन की कोई साइड चेन नहीं है हाँ ग्लाइसिन की कोई साइड चेन नहीं है इसलिए यदि यह x है तो यह केंद्रीय अवशेषों है किसी भी अवशेष तो वह अत्यधिक एक्सेसिबल है क्योंकि नेइबोरिंग दो अवशेषों में उनके पास कोई साइड चेन नहीं है आप सभी प्रोटीनों में ग्लाइसिन एक्स ग्लाइसिन को देखते हैं और कन्फोर्मशन देखते हैं और इसमें से वे या तो उच्चतम मूल्य ले सकते हैं या वे औसत मूल्य के साथ अधिकतम मूल्य ले सकते हैं इससे वे इसे किसी भी अवशेषों के लिए संभावित एक्सेसिबल सतह क्षेत्र में देखेंगे चाहे विस्तारित स्थिति हो ये 20 अवशेषों के लिए मूल्य हैं और जैसा कि आप देखते हैं कि ग्लाइसिन में सबसे कम एक है या आप ट्रिप्टोफैन या आर्गिनिन देख सकते हैं आप उच्चतम मूल्य देख सकते हैं अब आप अनुपात प्राप्त कर सकते हैं 3 डी संरचनाओं में से एक जिसे आप प्रोग्राम चलाते हैं और कोई भी प्रोग्राम हमने किन कार्यक्रमों पर चर्चा की NACCESS ACCESS ASC GETAREA या DSSP आप इसे मुड़े हुए राज्य और XYZ मूल्यों के लिए प्राप्त करते हैं जिन्हें हम जानते हैं कि आप उस को विभाजित करते हैं सही तब हमे प्रतिशत एक्सेसिबिलिटी मिलेगी प्रतिशत ASA तो यह 3 डी संरचना में एएसए और विस्तारित स्थिति में एएसए है इससे आप प्रतिशत की गणना कर सकते हैं गुणा करे 100 से तो फिर मूल्य 5 प्रतिशत से कम है तो हम कहते हैं कि ये अवशेष बरीद हैं बरीद का मतलब क्या है वे उदाहरण के लिए आंतरिक कोर में हैं यदि आप यह आंकड़ा देखते हैं कि यह बरीद है और आप 5 से 20 प्रतिशत के मूल्य को आंशिक रूप से बरीद कर सकते हैं और 20 से 50 को आंशिक रूप से उजागर किया जा सकता है और 50 से अधिक को उजागर किया जा सकता है और यह सामान्य मूल्य है जो हम साहित्य का उपयोग करते हैं लेकिन यह बहुत सख्त नहीं है यहां भी आप अपने उपयोग के प्रकार के आधार पर अपना कटऑफ बदल सकते हैं आम तौर पर अगर यह 5 प्रतिशत से कम है तो हम बरीद किए गए कुछ मामलों का उपयोग करते हैं जो वे 2 प्रतिशत का उपयोग करते हैं या जो परिवर्तनशील है फिर 5 से 20 को आंशिक रूप से दफनाया जाता है और 20 से 50 को आंशिक रूप से और 50 प्रतिशत को उजागर किया जाता है इसलिए यह कैसे हम पहुंच योग्य सतह क्षेत्र को प्रतिशत में परिवर्तित कर सकते हैं और हम इसे प्रत्येक अवशेष के स्थान के आधार पर विश्लेषण के लिए कर सकते हैं इसलिए हम संक्षेप में बताते हैं कि हमने आज किन विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की छात्र संरचना वर्ग हाँ अलग संरचना वर्ग विभिन्न संरचना वर्ग क्या हैं छात्र SCOP SCOP और CATH सही सभी अल्फा सभी बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा के साथ बीटा विभिन्न डेटाबेस क्या हैं जो यह जानकारी दे सकते हैं छात्र CATH और SCOP CATH और SCOP फिर हमने संपर्क मानचित्रों का निर्माण किया संपर्क मानचित्र क्या है प्रोटीन संरचनाओं में दो अवशेषों के बीच संपर्क को जोड़ने वाला यह प्लाट किसी भी जगह के निर्माण में आप एक दूरी और अलग अलग परमाणुओं को परिभाषित कर सकते हैं और यदि आपके पास संपर्क है तो आप एक डॉट डालते हैं तो यह आपको प्रोटीन संरचना में अवशेषों के बीच संपर्कों का 2 डी प्रतिनिधित्व देगा तो उस तरह से आप परिभाषित कर सकते हैं मतलब है कि लंबी दूरी के संपर्क या छोटी दूरी के संपर्क या माध्यम से संपर्क है अवशेषों पर निर्भर करते हुए है करीबी जगह के साथ में लेकिन वे अनुक्रम में कितनी दूर हैं तो फिर हमने साल्वेंट की पहुंच के बारे में चर्चा की प्रत्येक अवशेष साल्वेंट के लिए कितना एक्सेसिबल है साल्वेंट पहुंच प्राप्त करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और हम उदाहरण के लिए एक चित्रमय दृश्य में प्रतिनिधित्व कर सकते हैं जो चित्रमय दृश्य प्राप्त करने का कार्यक्रम है छात्र ASA View ASA View और प्रतिशत पहुंच प्राप्त करने के लिए इसलिए आपको बरीद किए गए 3D संरचनाओं में सतह क्षेत्र मिलता है और आप इसे विस्तारित स्थिति से कर सकते हैं और अनुपात प्राप्त कर सकते हैं फिर आपको प्रतिशत ASA मिलेगा जिसके आधार पर हम इसे वर्गीकृत कर सकते हैं बरीद या आंशिक रूप से बरीद या आंशिक रूप से उजागर या उजागर सही तो आप आर्डर ऑर्डर या लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहे जाने वाले विभिन्न अन्य मापदंडों को भी प्राप्त कर सकते हैं और बरीदनेस वरीयता में इंटरफ़ेस और फ्री एनर्जी और विभिन्न प्रकार के इंटरैक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक या अवशेषों के साथ अवशेष हैं जो डाइसल्फ़ाइड बॉन्ड बन सकते हैं डाइसल्फ़ाइड ब्रिज सही इसलिए विभिन्न विशेषताएं उन गुणों को लिखती हैं जिन्हें आप प्रोटीन 3 डी संरचनाओं से प्राप्त कर सकते हैं और हम निम्नलिखित कक्षाओं में विवरण देखेंगे आपके ध्यान के लिए धन्यवाद